इस पाठ्यक्रम के छठे सप्ताह में आपका स्वागत है इसलिए हमने पहले ही अपनी चर्चा शुरू कर दी है कि पार्सिंग क्या है यह सिंटैक्स में विषय है और हमने प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का उपयोग करके कांस्टीट्यूएंसी पार्सिंग के दृष्टिकोण के बारे में बात की अब हम पार्सिंग के एक अलग संस्करण का उपयोग करेंगे जिसे डिपेंडेंसी पार्सिंग कहा जाता है इसलिए हमने कांस्टीट्यूएंसी पार्सिंग के मामले में जहां हम यह पता लगा रहे थे कि नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज वर्ब फ्रेज के संदर्भ में अलग अलग शब्द समूह क्या हैं उसके बजाय हम सीधे पता लगा लेंगे कि किसी भी दो शब्दों के बीच एक वाक्य में क्या संबंध है इसलिए पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान क्षेत्र में डिपेंडेंसी पार्सिंग धारणा में बहुत वृद्धि हुई है लेकिन जैसे कि यह उत्पत्ति बहुत पुरानी है कई अलग अलग लिंग्विस्टिक परंपराएं हैं उदाहरण के लिए संस्कृत के लिए प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण FL जो वाक्यों में वर्ब और विभिन्न शब्दों के बीच डिपेंडेंसी का संबंध है उदाहरण के लिए यदि मेरे पास एक वाक्य है जैसे कि राम इट्स एप्पल तो एक साधारण वाक्य मैं देखूंगा वर्ब इट्स यहां मुख्य वर्ब है और राम का क्या संबंध है राम इस वर्ब का सब्जेक्ट है और एप्पल इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है इसलिए जैसे मैं यहां हूं मैं इस वाक्य में सीधे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं अलग अलग शब्दों में हूं तो ये किस तरह से संबंधित हैं और उनके बीच क्या संबंध है तो यह मेरी डिपेंडेंसी संरचना है इस लेक्चर में हम देखेंगे कि औपचारिक तरीका क्या है जिसमें हम डिपेंडेंसी संरचना को परिभाषित कर सकते हैं विभिन्न लिंग्विस्टिक कंस्ट्रेंट्स क्या हैं वगैरह जिन्हें हमें इस संरचना में लगाने की आवश्यकता है और फिर हम उन कुछ मॉडलों के बारे में बात करना शुरू करेंगे जो वाक्य से शुरू होने वाली डिपेंडेंसी संरचना प्राप्त करने के लिए बहुत लोकप्रिय हैं तो इस तरह का ट्री हमने फ्रेज संरचना के मामले में देखा है जिसे कांस्टीट्यूएंसी संरचना भी कहा जाता है तो हमने यहां क्या देखा है मेरे पास वाक्य है इकनोमिक न्यूज़ हैड लिटिल इफेक्ट ऑन फ़ाइनेंशियल मार्केट इसलिए वे एकल इकाई के रूप में शब्दों के विभिन्न समूह हैं इसलिए इकनोमिक न्यूज़ एक नाउन फ्रेज बनाता है इसी तरह यह पूरी बात एक वर्ब फ्रेज बनाती है और वे एक साथ एक वाक्य बनाते हैं तो जैसे कि हमने यहां देखा है कि किन शब्दों को एक साथ रखा गया है और इस पूरे वाक्य को कैसे व्यवस्थित किया गया है यही आप फ्रेज संरचना में देखते हैं अब कैसे डिपेंडेंसी संरचना अलग है उसी वाक्य के लिए आइए हम डिपेंडेंसी संरचना को देखें यहाँ आप क्या देख रहे हैं अब यह भी एक ट्री की तरह दिखता है लेकिन यहां नोड्स स्वयं शब्द हैं फ्रेज नहीं हैं और अलग अलग शब्दों को कुछ एजेज से जोड़ा गया है और वे कुछ संबंध द्वारा लेबल करते हैं जैसे कि हैड और न्यूज़ जुड़े हुए हैं और संबंध सब्जेक्ट है यह बताता है कि वर्ब हैड के लिए न्यूज़ एक सब्जेक्ट है इसी तरह इकनोमिक और न्यूज़ संबंधित हैं तो यह इकनोमिक शब्द न्यूज़ के लिए एक नाउन मॉडिफाइर है और इसलिए इस वाक्य में बहुत सारे अलग अलग शब्द जुड़े हुए हैं इसलिए सामान्य तौर पर हम एक वाक्य में जो दो अलग अलग शब्दों को देख रहे हैं वे कुछ निश्चित संबंध से जुड़े होते हैं और यह एक तरह का संबंध है इसलिए इकनोमिक और न्यूज़ का संबंध इस तरह है जहां न्यूज़ के लिए इकनोमिक एक नाउन मॉडिफाइर है सामान्य तौर पर हम एक डिपेंडेंसी संरचना को कैसे परिभाषित कर सकते हैं इसलिए हम यहां एक और वाक्य लेते हैं 'ही सेंट हर ए लेटर' तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं पहले आप कुछ 5 6 शब्द देख रहे हैं या यदि आप विराम चिह्न लेते हैं तो वे 5 शब्द हैं जैसे कि 'ही सेंट हर ए लेटर' 5 व्यक्तिगत शब्द तो मैं डिपेंडेंसी संरचना में क्या करूँ इसलिए हम शब्दों के बीच तीर लगाकर शब्द को वाक्य में जोड़ रहे हैं इसलिए मैं सेंट और ही के बीच एक तीर डाल रहा हूं और ये दोनों जुड़े हुए हैं इसलिए सेंट के लिए 'ही' एक सब्जेक्ट है इसी तरह मैं सेंट और हर के बीच एक तीर लगा रहा हूं तो उस में 'सेंट' के लिए 'हर' अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट है अब ये तीर क्या दिखाते हैं जो तीर दिखा रहे हैं उसका अर्थ है शब्दों के बीच के संबंध और कुछ व्याकरणिक संबंधों द्वारा लिखे गए टाइप तो वे कह रहे हैं कि ये कुछ संबंध हैं और यह संबंध क्या है यह सब्जेक्ट संबंध है 'सेंट' के लिए 'ही' एक सब्जेक्ट है और ये तीर क्या कनेक्ट करते हैं वे एक हेड शब्द जैसे 'सेंट' को एक डिपेंडेंट शब्द जैसे 'ही' के साथ जोड़ते हैं और लिंग्विस्टिक में कुछ हैं कुछ अन्य शब्द हैं जैसे हेड को गवर्नर सुपीरियर रीजेंट कहा जा सकता है और डिपेंडेंट को मॉडिफाइर इनफीरियर या सबोर्डिनेट भी कहा जा सकता है आमतौर पर जैसा कि आप डिपेंडेंसी देखेंगे जो एक प्रकार की ट्री संरचना का निर्माण करेगा तो यहाँ क्या महत्वपूर्ण है तो डिपेंडेंसी आपके पास एक हेड है जो एक तीर द्वारा एक डिपेंडेंट को जोड़ता है इसलिए तीर एक हेड से एक डिपेंडेंट को इंगित करता है तो अब क्या वे एक वाक्य में यदि दो शब्द जुड़े हुए हैं तो कहने के लिए कुछ औपचारिक मानदंड हैं कि एक हेड क्या होगा और डिपेंडेंट क्या होगा इसलिए कुछ मानदंड हैं वे हर जगह लागू नहीं हो सकते हैं लेकिन यह कुछ बिंदुओं पर लागू हो सकता है तो आप इनमें से कुछ के लिए कुछ उदाहरण देखेंगे तो यह मानदंड किस लिए हैं एक निर्माण में हेड और डिपेंडेंट के बीच एक संबंध को परिभाषित करना इसलिए पहला मानदंड आप देख सकते हैं कि हेड यह निर्धारित करता है कि पूरे निर्माण की सिंटेक्टिक कैटेगरी क्या है इसलिए जैसे कि मैं इस निर्माण को देखता हूं 'ए लेटर' पूरी वाक्य सिंटेक्टिक कैटेगरी केवल शब्द लेटर द्वारा नियंत्रित होती है और यही कारण है कि हेड ही तो शब्द लेटर ही हेड बन जाता है और यह शब्द लेटर पूरे निर्माण C की जगह ले सकता है इसलिए पूरी चीज 'ए लेटर' के स्थान पर मैं केवल 'लेटर'भी लिख सकता हूं अब D H को निर्दिष्ट करता है इसका मतलब है कि D H के बारे में और अधिक विशिष्ट जानकारी दे रहा है यदि मैं कहता हूं कि केवल 'लेटर' 'ए लेटर' के रूप में विशिष्ट नहीं हो सकता है इसलिए ये सभी निर्धारित करते हैं कि वे कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं इसी तरह यहाँ सेंट हेड है और 'लेटर' मॉडिफाईर है इसलिए अगर मैं सिर्फ यह कहूं कि 'ही सेंट' तो यह बहुत विशिष्ट नहीं है उसने किसके पास भेजा इसलिए वहां मुझे विशेष रूप से मॉडिफाईर करना होगा 'ही सेंट हर' इसी तरह उसने क्या भेजा तो वहाँ मुझे शब्द लेटर डालना है तो आप जिस पर डिपेंडेंसी देख रहे हैं वह आगे मेरे हेड को निर्दिष्ट कर रहा है अब कुछ मामलों में इसलिए हेड हमेशा अनिवार्य होता है मुझे हेड लगाने की जरूरत होती है जैसे कि 'लेटर' लगाने के लिए आवश्यक है लेकिन D मैं इसे कुछ मामलों में वैकल्पिक रख सकता हूं इसलिए मैं यह भी कह सकता हूं कि 'ही सेंट हर ए लेटर' इसलिए D कुछ मामलों में डिपेंडेंट वैकल्पिक हो सकता है अब हेड शब्द यह मेरे डिपेंडेंट D का चयन करता है और यह भी निर्धारित करता है कि डिपेंडेंट अनिवार्य है या नहीं और कुछ मामलों में जो व्याकरणिक रूप D लेता है वह मेरे हेड पर भी निर्भर करेगा तो इसे समझौता या सरकार भी कहा जाता है लिंग्विस्टिक के मामले में सरकार तो आपके निर्माण में आपकी वर्ब के लिए उपयोग होने वाले फॉर्म की तरह उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप के समान होगा जिसका हम उपयोग कर रहे हैं इसके अलावा डिपेंडेंट की लीनियर पोजीशन के साथ हेड H के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है उदाहरण के लिए इसलिए जैसा हमने निर्माण किया है अंग्रेजी उसी प्रकार लागू करती है क्योंकि हम सही निर्माण कर रहे हैं तो आपको पहले सब्जेक्ट मिलता है फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट तो हमने क्या देखा है डिपेंडेंट की लीनियर पोजीशन हेड के संबंध में निर्धारित की जाती है इसलिए अगर मुझे पता है कि वर्ब आ गया है तो मुझे पता है कि सब्जेक्ट बाईं ओर आएगा और ऑब्जेक्ट दाईं ओर आएगा जैसे मैं वाक्य कहना चाहता हूं जहां मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ खा रहा हूं कौन खा रहा है सब्जेक्ट बाईं ओर आएगा मैं खाता हूं और मैं जो खाता हूं जैसे एक सेब वह दाईं ओर आएगा तो डिपेंडेंट की स्थिति यह हेड के संबंध में निर्दिष्ट है चाहे वह बाईं ओर हो या दाईं ओर अब कुछ ऐसे मामले हैं जो स्पष्ट हैं कि आप आसानी से डिपेंडेंसी का पता लगा सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अगर मैं एक्सोसेंट्रिक और एंडोसेंट्रिक निर्माणों को देखता हूं मेरा एंडोसेंट्रिक और एक्सोसेंट्रिक से क्या मतलब है तो एंडोसेंट्रिक निर्माण वह है जहां एक इकाई वास्तव में पूर्ण निर्माण के पूरे व्याकरणिक कार्य को पूरा कर सकती है तो यदि आप इस वर्ब और एडवर्ब रिलेशन वर्ब मॉडिफाईर को देखते हैं तो उदाहरण क्या है सडनली अफेक्टेड यह कुछ व्याकरणिक कार्य को पूरा कर सकता है सडनली अफेक्टेड और यह एंडोसेंट्रिक क्यों है क्योंकि यहां केवल एक शब्द ही जैसे अफेक्टेड पूरे निर्माण के लिए पूरे व्याकरणिक कार्य को पूरा कर सकता है सडनली अफेक्टेड सडनली बस इसे मॉडिफाई कर रहा है उसी तरह नॉन मॉडिफाईर जैसे फाइनेंशियल मार्केट के लिए इसलिए मार्केट पूरे निर्माण के लिए पूरे व्याकरणिक कार्य को पूरा कर सकता है फाइनेंशियल मार्केट यह वर्ब और सब्जेक्ट जैसे एक्सोसेंट्रिक निर्माण के लिए नहीं है इसलिए अगर मैं अफेक्टेड और न्यूज़ लेता हूं अफेक्टेड न्यूज़ के लिए पूरे व्याकरणिक कार्य को पूरा नहीं कर सकता एन अफेक्टेड मुझे वहां न्यूज़ शब्द की आवश्यकता है तो इसे एक्सोसेंट्रिक कहा जाता है एन्डोसेंट्रिक एक शब्द पूरे फ़ंक्शन को पूरा कर सकता है एक्सोसेंट्रिक एक शब्द पूरे फ़ंक्शन को नहीं पूरा कर सकता है लेकिन एक्सोसेंट्रिक मामलों में क्या हेड बनेंगे और डिपेंडेंट क्या बनेंगे जैसे अगर मेरे पास वर्ब और सब्जेक्ट है तो मुझे पता है कि वर्ब हेड बन जाएगा और सब्जेक्ट डिपेंडेंट हो जाएगा उसी तरह वर्ब और ऑब्जेक्ट वर्ब हेड बन जाती है और ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट हो जाती है फिर से एंडोसेंट्रिक के मामले में विशेष शब्द जो पूरे कार्य को पूरा कर सकता है हेड बन सकता है और दूसरा शब्द डिपेंडेंट बन सकता है तो यहाँ वर्ब हेड है अफेक्टेड और सडनली डिपेंडेंट हो जाता है इसी तरह यहां मार्केट हेड है और फाइनेंशियल डिपेंडेंट बन जाता है अब यदि आप केवल यह तुलना करने का प्रयास करते हैं कि फ्रेज संरचना रिप्रेजेंटेशन और डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशन के बीच अंतर क्या है हम जो देखते हैं वह यह है कि फ्रेज संरचना में हम बहुत स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि फ्रेज क्या हैं ये नॉन टर्मिनल नोड्स और लेबल हैं डिपेंडेंसी रिलेशंस के मामले में स्पष्ट रूप से क्या दर्शाते हैं वे शब्द हैं लेकिन विभिन्न शब्दों के बीच क्या संबंध हैं और प्रत्येक के संबंध की व्याकरणिक श्रेणी क्या है इसलिए फ्रेज संरचना के मामले में मैं निरूपित करता हूं कि फ्रेज क्या हैं और स्ट्रक्चरल श्रेणियां क्या हैं जैसे नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज आदि डिपेंडेंसी संरचना के मामले में मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूं विभिन्न हेड डिपेंडेंट रिलेशंस क्या हैं जैसे कि डायरेक्टेड आर्क्स के मामले में और फंक्शनल श्रेणियां क्या हैं विभिन्न आर्क लेबल क्या हैं जो मैं अपने डिपेंडेंट रिलेशंस में विभिन्न आर्क को दे रहा हूं अब औपचारिक रूप से मैं परिभाषित कर सकता हूं कि डिपेंडेंसी ग्राफ क्या है इसलिए मुझे इसे अपने वाक्य में शब्दों के लिए परिभाषित करना होगा औपचारिक रूप से मैं कह सकता हूं कि डिपेंडेंसी संरचना को एक डायरेक्टेड ग्राफ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक सेट V नोड्स और एक A के आर्क्स का एक सेट शामिल है अब यह एक बहुत ही सामान्य तरीका है जिसमें आप एक ग्राफ को परिभाषित करते हैं एक ग्राफ़ में आपके पास नोड्स का एक सेट है और एजेज का सेट है जो विभिन्न नोड्स से जुड़े हैं अब डिपेंडेंसी संरचना के मामले में इससे अधिक कुछ है अब डिपेंडेंसी संरचना के मामले में इसलिए यह लेबल किए गए ग्राफ़ हैं मेरे ग्राफ़ में नोड्स क्या हैं ग्राफ़ में नोड्स शब्द रूपों उस शब्द को दर्शाते हैं जिसे मैं अपने वाक्य में गिन रहा हूं और इसके साथ ही मेरे पास कुछ एनोटेशन भी हो सकते हैं जैसे कि इन शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मैं अपने नोड्स में भी डाल सकता हूं और वे एजेज क्या हैं वे डिपेंडेंसी रिलेशंस के साथ लेबल किए हुए एजेज हैं यदि यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन मॉडिफाईर वर्ब मॉडिफाईर वगैरह है तो डिपेंडेंसी समय क्या है और कुछ सरल नोटेशन जो हमने इसके लिए उपयोग किए हैं वह यह है कि अगर मैं कह रहा हूं कि शब्द w i डिपेंडेंसी रिलेशन d के साथ शब्द w j से जुड़ा है मैं इस आर्क w i d w j का उपयोग कर सकता हूं यह कहता है कि w i हेड है w j डिपेंडेंट है और d रिलेशन है इसलिए मैं कह सकता हूं कि ईट सब्जेक्ट या ही एक और तरीका है जिसमें मैं यह कहकर आर्क को नोट कर सकता हूं कि यह हेडर है यह डिपेंडेंट शब्द है जो मैं एक हेड से एक डिपेंडेंट शब्द के लिए एक आर्क को निरूपित कर रहा हूं और शीर्ष पर एक लेबल लगा रहा हूं यह एक और तरीका है और यह w i d w j एक आर्क के सेट में हैं यह कहने के बराबर है कुछ अन्य शर्तें हैं जैसे अगर मैं कहता हूं कि इस रिलेशन में i से j डायरेक्ट रिलेशन में हैं तो मैं लिख सकता हूं कि मैं i j मेरे आर्क्स के सेट में हैं इसलिए मैं यहां डिपेंडेंसी रिलेशन नहीं लिख रहा हूं लेकिन मैं कह रहा हूं कि i और j मेरे डिपेंडेंसी रिलेशन के सेट में हैं इसी तरह मैं यह कहते हुए क्लोजर कर सकता हूं कि i से एक रास्ता j को है इसका मतलब है कि कितने भी स्टेप्स में मैं i से j तक जा सकता हूं यदि और केवल यदि i और j समान हैं या कुछ मामला है जैसे कि मैं i से k तक जाता हूं और k से आप कितने भी मामलों में j तक जा सकते हैं यह बहुत मानक तरीका है जिसमें आप क्लोजर रिलेशंस को परिभाषित करते हैं तो डिपेंडेंसी लेबल के साथ मैं एक डिपेंडेंसी को परिभाषित कर सकता हूं या मैं उस के एक क्लोजर को भी परिभाषित कर सकता हूं इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह नोटेशन स्पष्ट है एक बार जब हमारे पास यह नोटेशन आ जाता है कि टोटल कंडीशन का क्या रूप है जो हम डिपेंडेंसी ग्राफ पर डाल सकते हैं ग्राफ पर ताकि एक वाक्य के लिए दर्शाए डिपेंडेंसी ग्राफ फॉर्मल कंडीशन क्या हैं तो फॉर्मल कंडीशन क्या हैं पहली कंडीशन यह है कि मुझे मिलने वाला डिपेंडेंसी ग्राफ कनेक्टेड है कनेक्टेड से मेरा क्या मतलब है मेरे ग्राफ में कोई नोड नहीं है जो पूरे ग्राफ से अलग हो या दूसरे शब्दों में अगर मैं अपने ग्राफ में कोई नोड लेता हूं तो मुझे हमेशा एक और नोड मिल सकता है जो कि उस नोड में उस पिछले नोड से एक आने वाली लिंक या उस नोड में एक आउटगोइंग है तो यह ग्राफ में कुछ नोड से जुड़ा हुआ है यह अलग नहीं है तो यह कहने के लिए सरल कंडीशन है कि ग्राफ कनेक्टेड है दूसरा कंडीशन यह है कि मेरा ग्राफ एसाइक्लिक है ग्राफ में कोई चक्र नहीं है तो इससे मेरा क्या मतलब है यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नोड i से मेरे पास एक लेबल है मेरे पास एक पाथ है या मेरे पास i से j तक एक डिपेंडेंसी है मेरे पास j से i तक जाने का कोई रास्ता नहीं है तो मेरे पास i के पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है अगर मैं i से j तक जा रहा हूं तो मैं j से i या तो सीधे या कुछ k और इस का अनुसरण करके नहीं जा सकता इसलिए इसकी अनुमति नहीं है तो क्योंकि इससे एक साइकल i से j j से k k से वापस i बन जाएगा डिपेंडेंसी ग्राफ के मामले में साइकल की अनुमति नहीं है इसी तरह अगर मैं पिछले वाले को दिखा सकता हूं इसका मतलब है कि अगर मैं अपने ग्राफ में एक नोड i लेता हूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे जुड़े हुए हैं और i अलग है मैं हमेशा कुछ नोड्स पा सकता हूं जैसे कि या तो एक इनकमिंग एज है या इनमें से एक आउटगोइंग एज है इस सिद्धांत के कारण वे दोनों नहीं हो सकते हैं तीसरा कंडीशन कौन सा है तीसरी शर्त यह कहती है कि मेरी डिपेंडेंसी ग्राफ g एक हेड कंस्ट्रेंट का पालन करे तो एक हेड कंस्ट्रेंट क्या है तो एक हेड कंस्ट्रेंट का मतलब है कि अगर मैं अपने ग्राफ में एक नोड i लेता हूं तो उसके लिए अधिक से अधिक एक हेड हो सकते हैं तो अगर मैं कहता हूं कि i के लिए j हेड है तो i के लिए j हेड है मैं ऐसा एक और k नहीं ढूँढ सकता जो k भी i के लिए हेड हो यह संभव नहीं है i नोड के लिए केवल एक ही हेड होगा जिसे सिंगल हेड कंस्ट्रेंट कहा जाता है और फिर अंत में हमारे पास चौथा कंस्ट्रेंट है जो कि g प्रोजेक्टिव है यह कहता है कि यदि मैं i से j प्राप्त कर सकता हूँ और j से i तो मैं यहाँ प्राप्त शब्द का उपयोग कर रहा हूँ प्राप्त मतलब i से i हेड है और मेरे पास डिपेंडेंट j है तब j से मेरे पास कुछ एजेज k किसी भी k के लिए एक डिपेंडेंट है जैसे कि j k i के एक ही तरफ स्थित है और यह प्रोजेक्टिविटी कंस्ट्रेंट है और इससे हमारा क्या मतलब है यदि मैं i से j तक एजेज था और j से मैं k की ओर जाने वाले किसी भी चरण में हो सकता हूं तो j और k को i के एक ही तरफ स्थित होना चाहिए इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि यह मेरा i है और यहां से मेरा रिलेशन नोड j से है मुझे बस उन्हें प्रोजेक्ट करने दो i यहाँ है और j यहाँ है फिर मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि अगर j किसी डिपेंडेंट से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ता है तो k को केवल दाएं हाथ की तरफ ही होना चाहिए तो दो संभावनाएं हैं मान लीजिए कि मैं डायरेक्ट कनेक्शन ले रहा हूं मैं k से जुड़ सकता हूं यह अनुमति है या मैं यहां k से कनेक्ट कर सकता हूं इसलिए ये उस लीनियर आर्डर तरीके को दर्शाते हैं जिस तरह से वे वाक्य में घटित हो रहे हैं तो i और j यहां हैं इसलिए k या तो यहां या यहां या कहीं भी दाईं ओर हो सकता है लेकिन जो अनुमति नहीं है वह यह है कि यदि j यहां k से संबंधित है जिसे अनुमति नहीं है क्योंकि अब j और k i के अलग अलग तरफ स्थित हैं तो जिस भी तरफ j है k को भी उसी तरफ होना चाहिए इसलिए यदि यह स्थिति होती है तो इसे नॉन प्रोजक्टिविटी कहा जाता है इसके अलावा एक और शब्द है कि इसे क्रॉसिंग ऑफ डिपेंडेंसी एजेज कहा जाता है तो आप इस लाइन को देख रहे हैं और यह लाइन यहां क्रॉस कर रही है अगर मैं इस विशेष कंस्ट्रेंट को ले रहा हूं जबकि वे क्रॉस नहीं करते हैं अगर मैं इस कंस्ट्रेंट या इस कंस्ट्रेंट को लेता हूं और आप देख सकते हैं कि यदि आप किसी भी संख्या में कदम उठा सकते हैं वे क्रॉस नहीं करेंगे और इस विशेष कंस्ट्रेंट को प्रोजेक्टिविटी कंस्ट्रेंट कहा जाता है अब जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि प्रोजेक्टिविटी का यह कंस्ट्रेंट कई बार उस विशेष भाषा पर निर्भर है जिसे आप अपने डिपेंडेंसी निर्माण के लिए चुन रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी भाषाएँ हैं जो इस प्रोजेक्टिविटी का कंस्ट्रेंट का पालन नहीं करती हैं और कुछ भाषाएँ जैसे इंग्लिश कि वे बहुत ही नियमित रूप से इस प्रोजक्टिविटी कंस्ट्रेंट का पालन करती हैं तो यह भाषा पर निर्भर है इसलिए इस सप्ताह जो हम पढ़ेंगे जैसे डिपेंडेंसी पार्सिंग है इसलिए हम इस एक ऐसी पद्धति का अध्ययन करेंगे जिसमें प्रोजक्टिविटी कंस्ट्रेंट की जरूरत है दूसरी विधि जिसमें इस कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है तो लेकिन ये चार कंस्ट्रेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं ताकि आप वाक्य के एक डिपेंडेंसी पार्सिंग के लिए अच्छे एल्गोरिदम के साथ आ सकें तो यह एक उदाहरण है कि प्रोजेक्टिविटी क्या है इसलिए अगर मेरे पास a से b तक लिंक है तो b से c तक लिंक नहीं हो सकता क्योंकि c a के दूसरी तरफ है इसी तरह अगर मेरे पास a से b तक का लिंक है तो मेरे पास b से c तक का लिंक नहीं हो सकता है क्योंकि वे क्रॉस कर रहे हैं सामान्य तौर पर इन चार कंडीशन का क्या मतलब है तो कनेक्टिविटी का मतलब है कि मेरे डिपेंडेंसी ग्राफ को प्राप्त करने वाली सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर पूरी हो गई है मेरे पास कोई पृथक नोड्स नहीं है जो मेरी पूरी संरचना से जुड़ा नहीं है एसाइक्लिसिटी की स्थिति इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर पदानुक्रमित है और अंदर कोई साइकल नहीं है एकल हेड कंस्ट्रेंट क्या है यह कहता है कि प्रत्येक शब्द में अधिक से अधिक एक सिंटैक्टिक हेड होते हैं इसमें एक से अधिक सिंटैक्टिक हेड नहीं हो सकते इसलिए दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं कि यह केवल एक शब्द से निर्धारित होता है एकाधिक शब्दों से नहीं याद रखें कि हम कह रहे थे कि एक डिपेंडेंट की लीनियर पोजीशन कभी कभी हेड पर निर्भर करती है इसलिए एकल शब्द की स्थिति तय करने के लिए 1 2 अलग अलग हेड हैं और फिर वे हो सकते हैं कि एक ही शब्द का केवल एक ही हेड हो जो यह निर्धारित करता है कि यह सिंटैक्टिक श्रेणी और अन्य चीजों में है डिपेंडेंसी का कोई क्रॉसिंग नहीं है जो कि प्रोजक्टिविटी की अंतिम कंस्ट्रेंट है जिसे हमने भी देखा था तो अब एक बार हमारे पास ये चार कंस्ट्रेंट हैं कि मेरी डिपेंडेंसी पार्सिंग क्या है इसलिए यह है कि मैं डिपेंडेंसी पार्सिंग को कैसे परिभाषित कर सकता हूं मुझे एक वाक्य x दिया जाता है जिसमें शब्द w 1 से w n होता है और मैं डिपेंडेंसी ग्राफ के रूप में एक आउटपुट प्राप्त करना चाहता हूं मेरे वाक्य में शब्दों के अनुक्रम का यह इनपुट दिया गया है मैं अपनी डिपेंडेंसी ग्राफ प्राप्त करना चाहता हूं जो उस कंस्ट्रेंट का अनुसरण करता है जिसे हमने पहले देखा था इसलिए यह एकल हेड की कंस्ट्रेंट और प्रोजेक्टिविटी की तरह है अगर मैं यह और वह सब थोप रहा हूं इसलिए मैं डिपेंडेंसी ग्राफ प्राप्त करना चाहता हूं तो विभिन्न विधियाँ क्या हैं जिनका उपयोग हम इसके लिए करेंगे हम विभिन्न तरीकों के बारे में बात करेंगे जैसे एक विधि डिटरमिनिस्टिक पार्सिंग होगी यह एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है फिर मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री पर आधारित एक विधि और अंत में आप इसे एक कंस्ट्रेंट प्रोपगेशन विधि में भी कर सकते हैं इसलिए इस पाठ्यक्रम में हम पहले दो तरीकों के बारे में बात करेंगे और आप उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं कुछ प्रकार के लेबल वाले डेटा और वहां से कुछ सीखने के लिए तो यह एक डेटा ड्रिवन पार्सिंग की तरह है और अंतिम विधि कुछ ऐसी है जिसका उपयोग आप तब करेंगे जब नोड में कोई लेबल डेटा होगा लेकिन आप जानते हैं कि कुछ कंस्ट्रेंट क्या हैं जिसका अनुसरण आपकी ग्रामर करती हैं तो क्या आप उन कंस्ट्रेंट को अपनी डिपेंडेंसी ग्रामर के अंदर एनकोड कर सकते हैं और किसी दिए गए वाक्य के लिए डिपेंडेंसी ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं तो यह उन भाषाओं के लिए अच्छा है जहाँ अगर नोड में एक लेबल डेटा है लेकिन आपके पास संभवतः डिपेंडेंसी ग्राफ़ के संदर्भ में लेबल डेटा है तो आप संभवतः डेटा ड्रिवन अप्रोच के लिए जाते हैं इसलिए अगले पाठ से शुरू करते हुए हम डिपेंडेंसी पार्सिंग के लिए इन ड्रिवन अप्रोच के बारे में बात करना शुरू करेंगे